आपका स्वागत है यदि आपको याद है कि हम संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र के लिए एक प्रश्न को हल कर रहे थे और हम आधे हिससे तक पहुंच चुके थे एक संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र में हमने गैस टरबाइन और स्टीम पावर प्लांट का एक संयोजन लिया है हमने केवल गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए प्रॉपर्टी को हल किया है और अभी हल निकालना बाकी है इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए तो मैं आपका ध्यान पीपीटी की ओर आकर्षित करता हूं और यदि आप अपने पिछले वर्ग से याद करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 यह गैस टरबाइन चक्र के बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं मुझे एक बार फिर से चक्र पर वापस जाने दें तो आप 1 2 3 4 5 6 देखते हैं ये गैस टरबाइन चक्र के बिंदु हैं और हमने इनकी गणना की है प्रॉपर्टीज विशेष रूप से एंथैल्पी इन बिंदुओं पर सामान्य प्रक्रिया के बाद प्राप्त हुई है फिर गैस टरबाइन चक्र पर एक और बिंदु है जो महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 टरबाइन के बाहर निकलने को दर्शाता है तो हम टरबाइन के बाहर निकलने पर हवा की स्थिति को जानते हैं अर्थात एंथैल्पी h 458 kJ kg है लेकिन इसके बाद यह एक अन्य महत्वपूर्ण घटक में प्रवेश करता है जो चक्र बिजली संयंत्र को संयोजित करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है यह मूल रूप से एक हीट एक्सचेंजर है और इसे बड़े पैमाने पर हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर के रूप में जाना जाता है जिस पर हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे तो यह उस हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करता है और फिर नीचे के चक्र के साथ गर्मी का आदान प्रदान करता है जिससे कि भाप उत्पन्न किया जा सकता है तो मैं इस हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहा हूं तो आप देखते हैं कि 6 के बाद यह गैस की धारा उस हीट एक्सचेंजर में चली जाती है और फिर गैस की धारा 7 पर ठंडी हो जाएगी इसलिए कम से कम 7 तक हमें प्रॉपर्टी को विशेष रूप से एंथैल्पी जानने के लिए गणना करनी होगी और हमें पीछे वापस जाना चाहिए तो 7 पर P6 और P7 वे हवा मानक चक्र में समान हैं हम मान रहे हैं कि दबाव का कोई नुकसान नहीं है यह आइसोबैरिक गर्मी अस्वीकृति है और T7 दिया गया है तो वहाँ से हम हीट एंथैल्पी निर्धारित कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि गैस की एंथैल्पी प्रवेश के समय क्या है हम उस एंथैल्पी को भी जानते हैं जिसके साथ गैस निकल रही है तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है फिर हमें अपने भाप चक्र पर जाने दें स्थिति 8 क्या है हमें थोड़ा पीछे चलते हैं तो स्थिति 8 वह बिंदु है जहां भाप टरबाइन में प्रवेश करती है और इस बिंदु पर भाप की स्थिति तो यह सुपरहिट है इसलिए दबाव और तापमान को एंथैल्पी की गणना के लिए जाना चाहिए तो ठीक यही काम P8 T8 से किया गया है इस स्टीम टेबल से हमें पता चल सकता है तो अगर यह भाप आईसेंट्रोपिकली विस्तार करती है तो हम बिंदु 9 जो कंडेनसर दबाव P9 पर है तो आईसेंट्रोपिक विस्तार मानते हुए हमें s9 s8 के बराबर मिल सकता है इसलिए इन सभी सूचनाओं का उपयोग करते हुए जैसा कि हमने पहले उपयोग किया है देखें कि बिंदु 9 की एंथैल्पी की गणना की जा सकती है लेकिन यह वास्तव में विस्तार के बाद गैस की वास्तविक स्थिति की एंथैल्पी नहीं है तो गैस का विस्तार एक आइसेंट्रोपिक तरीके से नहीं हुआ है इसका कारण अपरिवर्तनीयता है जिस वजह से इस T मात्रा आपूर्ति की गई है जो टरबाइन की आईसेंट्रोपिक कार्यकुशलता है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए जो हमने पहले किया है जब हम टरबाइन से बाहर आ रहे हों तो हम उस बिंदु पर गैस या इस भाप की एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं तो इस बिंदु पर हम 21620 kJ kg प्राप्त होती है जो कि इस भाप की एंथैल्पी है उसके बाद यह कंडेनसर से होकर गुजरता है इसलिए इसे पूरी तरह से संघनित किया जाता है इसका मतलब है कि यह विचार करते हुए संतृप्त तरल के रूप में सामने आता है और कंडेनसर के दबाव को जानकर हम गणना कर सकते हैं कि कंडेनसर द्वारा अस्वीकार किया गया ताप क्या हैं फिर पंप में आईसेंट्रोपिक संपीड़न से दबाव बढ़ता है यह बिंदु 12 पर एंथैल्पी मूल्य है जो कि आइसेंट्रोपिक दबाव के अंत में है लेकिन यह बात नहीं है इस बात का ध्यान रखने के लिए अपरिवर्तनीयता की निश्चित मात्रा होगी जो हमें पंप की आइसेंट्रोपिक कार्यकुशलता से पता चलता है और फिर हम बिंदु 13 पर गणना कर सकते हैं जो पंप से बाहर है कि यहां क्या एंथैल्पी है तो गैस टरबाइन चक्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एंथैल्पी मान मालूम होता है तो अब हम अन्य चक्र गणना कर सकते हैं हम कार्यकुशलता का पता लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम हीट एक्सचेंजर को करना पसंद करते हैं जो गैस टरबाइन चक्र और स्टीम टरबाइन चक्र के बीच होता है जिसे एचआरएसजी हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर के रूप में भी जाना जाता है हम एक ऊर्जा संतुलन करेंगे एचआरएसजी से ताप प्रवाह की उपेक्षा कर हम मानते हैं कि यह पूरी तरह से अछूता है तो जो भी ताप का आदान प्रदान होता है वहां गर्म गैस और आने वाले पानी और भाप के बीच हीट एक्सचेंज होता है तो परिवेश के माहौल के लिए कोई ताप का आदान प्रदान नहीं है तो एक साधारण तापीय संतुलन हमें यह देगा और फिर हम 1 वायु का द्रव्यमान प्रवाह दर प्राप्त कर सकते हैं और 3 यानी द्रव्यमान8 वह भाप या पानी का द्रव्यमान प्रवाह दर है इसलिए हम उसके बीच किसी प्रकार का संबंध प्राप्त करेंगे इसका मतलब है एक द्रव्यमान प्रवाह दर हम अन्य द्रव्यमान प्रवाह दर के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं अब हम शुद्ध बिजली उत्पादन को लिख सकते हैं शुद्ध विद्युत उत्पादन 4 घटकों से आएगा 2 टर्बाइन शक्ति विकसित करने वाली इकाइयां हैं और द्रव को संपीड़ित करने के लिए 2 उपकरण हैं एक कंप्रेसर है और दूसरा पंप है जो इस शक्ति को अवशोषित कर रहे हैं तो 2 टर्बाइनों द्वारा किए गए काम को जोड़ा जाता है और वहां से हम पंप और संपीड़न द्वारा अवशोषित काम को कम करते हैं और इसके साथ ही हम m के संदर्भ में कार्य का अनुमान लगा सकते हैं अब शुद्ध उत्पादन 500 मेगावाट के रूप में दिया गया है और फिर इस हवा का द्रव्यमान प्रवाह दर की जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं तो हमें 2 तरल पदार्थों के द्रव्यमान प्रवाह की दर का अनुपात मिला है जो 500 मेगावाट का उत्पादन करने के लिए इस संयुक्त चक्र के लिए आवश्यक वायु की द्रव्यमान प्रवाह दर भी है और फिर हम क्या कर सकते हैं हम ताप कार्यकुशलता प्राप्त कर सकते हैं इसलिए एक बार जब हम हवा के द्रव्यमान प्रवाह दर को जानते हैं तो हम प्रति इकाई द्रव्यमान प्रवाह की दर से जानते हैं जो कि दहन कक्ष में एंथैल्पी जोड़ कितना है अब हम जानते हैं कि दहन कक्ष में तापीय ऊर्जा की कुल मात्रा 94239 मेगावाट है हम जानते हैं कार्य की मात्रा 500 मेगावाट है और इसके बाद हम संयुक्त चक्र की कार्यकुशलता प्राप्त कर सकते हैं जो कि अर्थात 531 है तो यह एक शक्ति केंद्र की कार्यकुशलता में पर्याप्त वृद्धि है जो जो मूल रूप से ताप ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करने वाला उपकरण है और यह दक्षता बहुत अधिक है व्यक्तिगत चक्रों की कार्यकुशलता की तुलना में यह अधिक है तो यह संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र द्वारा हमें मिलने वाले लाभ को दर्शाता है इसलिए नए शक्ति केंद्र का संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र के रूप में होना एक आम बात है इसके अलावा अन्य फायदे भी हैं जिसमें मुख्य लाभ यह है कि हमारे पास ऊर्जा रूपांतरण के लिए एक अच्छा उपकरण हो सकता है और जाहिर है इसके साथ पर्यावरण पर प्रभाव भी कम होगा इसके साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस पर जाता हूं जो गैस टरबाइन स्टीम पावर प्लांट संयोजन का हिस्सा है जिसे हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर कहा जाता है एक या दो बार मैंने इसका उल्लेख किया है लेकिन हमें इसका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यह कुछ प्रकार का अपशिष्ट गर्मी वसूली उपकरण है जो इस पाठ्यक्रम के लिए बहुत प्रासंगिक है इसलिए हम इस पर कुछ समय बिताना पसंद करेंगे तो आइए देखते हैं गर्मी वसूली भाप उत्पादक टॉपिंग गैस टरबाइन चक्र एक हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर के माध्यम से निचले तल की भाप बिजली संयंत्र के साथ जुड़ा हुआ है जिसे आमतौर पर एचआरएसजी के रूप में जाना जाता है आइए हम इस आरेख पर आते हैं तो इस आरेख के साथ मैं समझा सकता हूं कि एचआरएसजी क्या है तो यह एक हीट एक्सचेंजर है जहां निकास गैस और भाप या बल्कि पानी और फिर भाप के बीच ताप ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो इस हीट एक्सचेंजर को संयुक्त चक्र के मामले में एचआरएसजी कहा जाता है और यहां आप देखते हैं कि इस प्रक्रिया में 2 धाराएं हैं तो यह एक एचआरएसजी में होने वाली प्रक्रिया है अब एचआरएसजी जैसा कि नाम से पता चलता है यह कुछ इस प्रकार का उपकरण है जिसमें भाप उत्पन्न होती है लेकिन मुख्य रूप से कुछ मामलों में दहन नहीं होता है कुछ अतिरिक्त ईंधन जल सकता है लेकिन मुख्य रूप से कोई दहन नहीं है तो पहले से ही दहन और कहीं हो चुका है कहीं वहीं दूसरी ओर से गर्म गैस आ रही है शायद गर्म गैस ने एक चक्र में कुछ निश्चित मात्रा में काम किया है और फिर वह निकास गैस आ रही है और इसी के साथ हम भाप पैदा कर रहे हैं तो यह एचआरएसजी या हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर का उद्देश्य है यह एक संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र के संबंध में हो सकता है जहां एक गैस टरबाइन और भाप टरबाइन संयुक्त है यह वहां हो सकता है जहां हमारे पास गर्म गैस दहन के गर्म उत्पाद का स्रोत है और दहन के गर्म उत्पाद का उपयोग भाप उत्पादन के लिए किया जा रहा है तो यह उस तरह के अनुप्रयोग में भी हो सकता है इसका मतलब है हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर की जरूरत केवल टरबाइन पावर प्लांट संयोजन में ही नहीं है मान लीजिए एक भट्टी के अंत में एक बहुत ही उच्च तापमान पर गैस बाहर निकल रही है जो कि अपशिष्ट है लेकिन हम इसका इस्तेमाल भाप पैदा करने के लिए कर रहे हैं इसे हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर कहा जाएगा हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर और अपशिष्ट ताप बायलर के बीच एक सूक्ष्म अंतर है हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर आमतौर पर ऐसी इकाइयाँ होती हैं जिनसे हम बिजली उत्पादन के उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए भाप प्राप्त करते हैं जबकि अधिकांश मामलों में अपशिष्ट हीट रिकवरी बॉयलर भाप कम दबाव पर उत्पन्न करता है जिसका उपयोग या तो गरम करने के लिए या प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए किया जाता है इसलिए हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर जब भी हम इस विशेष शब्दावली का उपयोग कर रहे होते हैं तो हम एक घटक का उल्लेख करते हैं जिससे हम काम या बिजली के उत्पादन के लिए भाप प्राप्त करते हैं तो हम हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर पर वापस लौटते हैं इसे हमने गैस टरबाइन भाप टरबाइन संयंत्र के संबंध में वर्णित किया है लेकिन यह अधिक सामान्य हो सकता है कि टॉपिंग गैस टरबाइन चक्र हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर के माध्यम से नीचे की भाप बिजली संयंत्र के साथ जुड़ा हुआ है हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर इस संयुक्त चक्र पावर प्लांट का एक अनूठा और महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह गैस टरबाइन पावर प्लांट में या स्टीम पावर प्लांट में मौजूद नहीं होता है जब हम इन्हें संयोजित करते हैं तो इसका केवल यही मतलब है हमें इस तरह के एक घटक की आवश्यकता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा कैस्केडिंग हमारे गर्मी वसूली भाप जनरेटर की मदद से किया जा सकता है हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में कई हीट एक्सचेंजर्स की संख्या होती है तो मूल रूप से यह एक उपकरण है जिसमें ताप का आदान प्रदान होता है लेकिन ताप ऊर्जा का आदान प्रदान एक ही हीट एक्सचेंजर के साथ नहीं होता है कई हीट एक्सचेंजर होते हैं जैसे कि फीड पानी को गर्म करने के लिएभाप सुपरहीटिंग के लिए फीड पानी का हीट एक्सचेंजर तो कुछ बड़े एचआरएसजी में भाप को गर्म करने का भी प्रावधान होगा तो इनमें से प्रत्येक हीट एक्सचेंजर्स अद्वितीय हैं तो इस तरह के कई हीट एक्सचेंजर्स होंगे इसके अतिरिक्त पूरक फायरिंग प्रणाली हो सकती है और उत्सर्जन नियंत्रण के लिए व्यवस्था हो सकती है और जाहिर है कुछ लॉवर्स कनेक्शन हो सकते हैं जो मूल रूप से उचित कनेक्शन और नियंत्रण तंत्र हो सकते तो ये सभी चीजें हैं यह अतिरिक्त फायरिंग जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है और कई मामलों में एचआरएसजी में अतिरिक्त फायरिंग होगी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अब एचआरएसजी का उपयोग आमतौर पर आपके भाप टरबाइन गैस टरबाइन के संबंध में किया जाता है गैस टर्बाइन स्टीम टर्बाइनसंयुक्त चक्र में इसलिए एचआरएसजी के कई रूप हैं तो इस स्टीम साइड ऑपरेटिंग दबाव के आधार पर इसे एकल दबाव दोहरे दबाव और ट्रिपल दबाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है इसका मतलब है कि HRSG में 2 तरल पदार्थ हैं तो वहाँ एक गैस है जो सतहों के ऊपर से गुजर रही है विभिन्न प्रकार की सतहें ताप ऊर्जा के कुशल आदान प्रदान के लिए प्रयोग होती हैं और दूसरी तरफ भाप या भाप के पानी का मिश्रण है अब इस भाप और भाप के पानी का मिश्रण अलग दबाव में हो सकता है ऐसे कारण हैं कि हम अलग अलग दबाव के लिए जाते हैं सबसे सरल मामला एकल दबाव का है फिर 2 अलग अलग दबाव हो सकते हैं 3 अलग अलग दबाव भी हो सकते हैं उपकरणों के लेआउट के आधार पर 3 से अधिक बिल्कुल सही नहीं है पर मैंने बताया कि हीट एक्सचेंजर्स की संख्या एक से ज्यादा है और उनके माध्यम से गर्म गैस गुजरती है अब उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाता है उन्हें या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित किया जा सकता है और यह गैस का मार्ग होगा इसलिए एक के बाद एक उपकरण का क्षैतिज लेआउट बहुत ही सामान्य है और हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए कुछ आंकड़े दिखाए जाएं कि स्टीम चक्र के प्रकार के आधार पर वहाँ चक्र हो सकता है या गैर पुनरावृत्ति ताप चक्र हो सकता है तो आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि एचआरएसजी के कई रूप हो सकते हैं फिर ईंधन के जलने पर आधारित निकास रहित और पूरक फायर किया गया मुझे इस पर कुछ समय बिताने दीजिए अनफायर्ड आप समझ सकते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि गैस टरबाइन और स्टीम पावर प्लांट का एक संयोजन है इसलिए हम मूल रूप से गैस टरबाइन के दहन कक्ष में मुख्य रूप से ईंधन जलाते हैं और दहन का गर्म गैस उत्पाद गैस टरबाइन में कुछ काम करता है लेकिन जब गैस टरबाइन से निकलता है तो यह काफी अधिक तापमान पर होता है लगभग 400 डिग्री के करीब और फिर उसे अतिरिक्त काम करने के लिए पर्याप्त प्रकार की ताप ऊर्जा मिली है या इस से काम करने की क्षमता को निकाला जा सकता है इस गर्म गैस से काम करने की क्षमता निकाली जा सकती है तो हम क्या कर सकते हैं हम इसे भाप टरबाइन पावर प्लांट में भेज रहे हैं और भाप टरबाइन पावर प्लांट के लिए हमें इस ऊर्जा को भाप के रूप में निकालने की आवश्यकता है अब ज्यादातर मामला में हम ऐसा कर सकते हैं और हमें सुपर हीट भाप मिलती है इससे भाप शक्ति चक्र चल सकता है लेकिन कुछ मामलों में क्या होता है इस व्यवस्था को अनफायर्ड एचआरएसजी कहा जाता है इसका मतलब है कि दहन कक्ष में जो कुछ भी दहन हुआ है उसके बाद केवल हम गर्म गैस से गर्मी निकाल रहे हैं और आगे दहन नहीं हो रहा है एचआरएसजी से गर्म गैस जा रही है और वातावरण में निष्कासित हो रही है तो यह एचआरएसजी का पहला प्रकार है जो कोई भी सोच सकता है दूसरा जो एक के बारे में सोच सकता है कि दहन कक्ष कक्षा में गैस का दहन पूरा नहीं होता है इसलिए इसमें कुछ मात्रा में ईंधन हो सकता है इसलिए एचआरएसजी में गैस को जोड़ने के बाद या गैस टरबाइन के बाहर आने के बाद दहन का दूसरा दौर संभव है और इसे एग्जॉस्ट फायर कहा जाता है यह बहुत आम नहीं है लेकिन यह एक विकल्प है तीसरा जो एक और विकल्प है और जिसका कई अनुप्रयोगों में उपयोग होता है वह है पूरक फायर पूरक फायर क्या है इसे समझाता हूं इस पूरक फायर के क्या फायदे एवं नुकसान हैं तो एचआरएसजी का एक क्षैतिज ले आउट इस तरह दिखता है इसलिए इस तरफ से गैस टरबाइन से निकलने वाली गैस मिलती है तो यह गैस टरबाइन का निकास है और फिर यह यहां से गुजरता है यहां पर हीट एक्सचेंजर्स हैं मैं उन्हें नहीं आरेखित नहीं कर रहा हूं और यह स्टैक है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं हम कुछ मात्रा में ईंधन अंदर डाल सकते हैं क्योंकि तरल ईंधन काफी सामान्य हैं इसलिए मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूं लेकिन सैद्धांतिक रूप से किसी भी तरह के ईंधन को जलाया जा सकता है और कुछ अतिरिक्त ईंधन जला सकते हैं तो क्या होगा शायद ही कभी कुछ अतिरिक्त हवा भी आवश्यक हो सकती है इस का क्या प्रभाव है जाहिर है इससे गैस का तापमान बढ़ेगा और इस दहन के कारण गर्म गैस की मात्रा भी बढ़ेगी इसलिए हमारे पास यह लाभ होगा कि अब हम नीचे के चक्र से अधिक बिजली पैदा कर सकते हैं हम स्टीम पावर चक्र में अधिक भिन्नता ला सकते हैं जो कि हमारा निचला चक्र है और हम अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं अब हम कहते हैं कि गैस टरबाइन का निकास बिंदु जो हमें 420oC 430oC तापमान देता है अतिरिक्त ईंधन के जलने से हम 600oC या इससे भी ऊपर जा सकते हैं तो आप देखते हैं कि इस ईंधन को जलाने से भाप चक्र की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हम भाप चक्र के उच्च तापमान के लिए जा सकते हैं इस वजह से उच्च डिग्री का सुपरहिट हम प्राप्त कर सकते हैं और अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं अब हमें इस बिंदु को याद रखना है कि इस अतिरिक्त ईंधन को जलाने से संयुक्त चक्र कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं होती है बल्कि वह घट जाती है लेकिन यह अधिक शक्ति देता है यही कारण है कि कई मामलों में यह अतिरिक्त ईंधन फायरिंग होती है इसका प्रयोग विशेष रूप से जब हमारे पास संयुक्त ताप और बिजली उत्पादन होगा उस समय किया जाता है जिस पर हमने अब तक चर्चा नहीं की है लेकिन हम आने वाले कुछ व्याख्यानों में चर्चा करना पसंद करेंगे कि यह अतिरिक्त ईंधन फायरिंग वास्तव में फायदेमंद है इसलिए योजना के डिजाइन और शक्ति की आवश्यकता आदि के आधार पर चक्र के डिजाइन पर यह निर्भर करता है तो हम अतिरिक्त फायरिंग कर सकते हैं जाहिर है यह ऑपरेशन में अधिक लचीलापन देता है न केवल यह बिजली उत्पादन को बढ़ाता है बल्कि यह ऑपरेशन के अधिक लचीलेपन को भी बढ़ावा देता है मुझे लगता है कि अब हमें यहां रुकना चाहिए और फिर हम अपनी अगली कक्षा में विभिन्न प्रकार के एचआरएसजी के विवरणों पर जाएंगे